नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट के वी एल एक्वेशन एंड ब्रांच रिलेशनशिप हमने KCL समीकरणों की संख्या निर्धारित की है अब इसी तरह हमें केवीएल समीकरणों की संख्या निर्धारित करनी होगी जिसे हम N नोड्स और B शाखाओं वाले सर्किट के लिए लिख सकते हैं अब यह किरचॉफ के करंट कानून Kirchoffs current law समीकरणों की संख्या की गणना करने से थोड़ा अधिक जटिल है लेकिन निश्चित रूप से अभी भी किया जा सकता है मैंने अभी भी एक ही सर्किट 1 2 3 4 नोड्स और 1 2 3 4 5 6 7 8 शाखाओं पर विचार किया तो अब हम KVL समीकरण की संख्या कैसे गिनते हैं सबसे पहले हम लूप के चारों ओर केवीएल समीकरण लिखते हैं तो प्रत्येक लूप के लिए एक KVL समीकरण होता है और हमें स्वतंत्र लूपों की संख्या ज्ञात करनी होती है स्वतंत्र लूप से मेरा मतलब है कि उदाहरण के लिए ये शाखाएं 1 और 2 एक लूप बनाती हैं शाखाएँ 1 6 3 एक लूप बनाती हैं शाखाएं 2 6 3 भी एक लूप बनाती हैं तीन लूप हैं लेकिन इसकी शर्तें केवल एक स्वतंत्र लूप हैं इसलिए हम या तो यह लूप ले सकते हैं और वह लूप या उनमें से कोई भी दो उनमें से केवल दो स्वतंत्र होंगे तो हम स्वतंत्र लूप कैसे बनाते हैं हर बार सर्किट को फिर से लिखे बिना इस पर कुशलता से चर्चा करने के लिए मैं एक सर्किट के ग्राफ की अवधारणा का परिचय दूंगा एक सर्किट का ग्राफ कुछ भी नहीं है लेकिन मूल रूप से वही टोपोलॉजी वही नोड्स और शाखाएं हैं लेकिन हम इस बारे में चिंतित नहीं हैं कि शाखाओं में क्या है कौन से तत्व हैं तो इनका उपयोग सर्किट के सामान्य गुणों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है इसलिए हम इस बारे में चिंता नहीं करते हैं कि वहां कौन से तत्व हैं हम सरल रूप से उनमें से प्रत्येक को एक पंक्ति से निरूपित करते हैं तो इसका ग्राफ समान संख्या में नोड्स होगा हमारे पास चार नोड और आठ शाखाएं हैं नेटवर्क के सामान्य गुणों का विश्लेषण करने के लिए ग्राफ़ का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं लेकिन हमारे लिए मूल रूप से यह सर्किट का सरल चित्रण है इसलिए हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं और अभी हमारा लक्ष्य इस ग्राफ में स्वतंत्र लूपों की संख्या ज्ञात करना है ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ़ को फिर से बनाऊँगा तो स्वतंत्र लूप की संख्या की गणना करने के लिए हम जो करते हैं वह पहला रूप है जिसे एक ट्री के रूप में जाना जाता है अब वह क्या है ट्री ट्री शाखाओं का एक समूह है जो मूल रूप से सभी शाखाओं का एक सबसेट है सर्किट की B शाखाओं का सबसेट जो सभी नोड्स को पार करता है तो सभी नोड्स में कम से कम एक शाखा इससे जुड़ी होनी चाहिए लेकिन बिना लूप बनाए तो यह स्पष्ट होना चाहिए अगर मैं एक उदाहरण दिखाता हूं तो वे कई ट्री हो सकते हैं कई संभावनाएं हैं लेकिन आप उनमें से किसी से भी शुरू कर सकते हैं तो मैं आपको एक ट्री का एक उदाहरण दिखाता हूं तो ये चार नोड हैं और मैं 1 6 और 7 शाखाएं लूंगा तो 1 6 7 तो स्पष्ट रूप से सभी चार नोड्स कम से कम एक शाखा हैं और अभी तक कोई लूप फॉर्म नहीं है यह केवल ट्री नहीं है कि संभवतः बहुत सारे अन्य हैं आप बस यह ग्राफ ले सकते हैं और फिर उन्हें स्वयं बना सकते हैं मैं आपको सिर्फ एक और उदाहरण दिखाऊंगा फिर से मैं ये शाखाएं ये तीन शाखाएं और एक एक शाखा 6 7 और 3 ले सकता हूं फिर से हमारे पास एक ट्री है और सभी नोड्स कम से कम एक शाखा से जुड़े हुए हैं लेकिन कोई लूप नहीं है इसलिए यह भी एक ट्री है और आप कई अन्य लोगों के लिए कर सकते हैं अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ट्री की 3 शाखाएँ हैं और आप जाँच कर सकते हैं और कितने भी ट्री बना सकते हैं आप सर्किट से कर सकते हैं और आप पाएंगे कि उन सभी की 3 शाखाएँ होंगी यह निश्चित रूप से संयोग है नहीं हमारे पास N नोड्स हैं आप एक नोड से शुरू करते हैं आप अगले एक पर जाते हैं आप नोड्स को किसी भी तरह से क्रम करते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं मैंने इस मामले में 1 2 3 4 दिखाया है लेकिन आप 1 2 भी कर सकते थे 3 4 वगैरह आप नोड 1 से नोड 2 तक कई कनेक्ट शाखाओं के नोड्स का कोई भी क्रम लेते हैं नोड 2 से नोड 3 और इसी तरह तो स्पष्ट रूप से नोड 1 से नोड N तक जाने में प्रत्येक क्रमिक जोड़ी नोड्स के बीच एक शाखा को जोड़कर आपके पास N 1 शाखाएं होंगी इसलिए यदि आपके पास N नोड्स हैं तो सर्किट के लिए ट्री में N 1 शाखाएं होंगी तो N नोड सर्किट में N 1 शाखाएं होंगी तो याद रखें कि हम B शाखाओं के साथ सर्किट से शुरू कर रहे हैं और उसमें से हम ट्री बनाने के लिए N 1 शाखाएं लेंगे तो अब आगे क्या तो यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अब आगे क्या आ रहा है अगर मेरे पास एक ट्री है जो मेरे पास है मेरे पास सर्किट के हर नोड को जोड़ने वाली शाखाएं हैं और अभी तक कोई लूप नहीं है अब अगर मेरे पास और भी शाखाएँ हैं उदाहरण के लिए मैंने 1 6 और 7 शाखाएँ ली हैं तो मेरे पास जो कुछ बचा है मैं उन्हें डैश लाइनों के साथ दिखाऊंगा मैंने 2 3 4 को छोड़ दिया है 5 और 8 यह बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास शेष शाखाओं में से कोई भी ट्री है तो आप एक लूप बनाएंगे इसलिए अगर मैं शाखा 2 जोड़ता हूं तो यहां एक लूप होगा अगर मैं शाखा 3 जोड़ दूं तो वहां पर लूप होगा और यदि मैं शाखा 8 को जोड़ दूं तो 6 7 और 8 शाखाओं द्वारा लूप रूप होगा इसलिए एक बार जब आपके पास एक ट्री होगा तो आप इसमें कोई भी शाखा जोड़ सकते हैं तो आप एक लूप बनाएंगे तो अब यहां लूप की संख्या गिनना बहुत आसान है हमारे पास N नोड्स और B शाखाओं के साथ एक सर्किट है और N नोड्स वाले सर्किट में ट्री में N 1 शाखाएं होंगी अब B शाखाओं में से यदि आप N 1 निकाल दें तो हमारे पास B ऋण N जमा 1 शेष शाखाएँ होंगी जिन्हें सह ट्री भी कहा जाता है अब इनमें से प्रत्येक B N 1 शाखाओं को ट्री से जोड़ने से एक नया लूप बनेगा तो आप क्या करते हैं कि आप पहले एक ट्री बनाते हैं और फिर आप एक एक करके इन शाखाओं को लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं कि आप इनमें से एक शाखा लेते हैं आप एक लूप बनाते हैं और हटाते हैं कि आप दूसरी शाखा लेते हैं आप एक और लूप बनाते हैं और जल्द ही तो हमारे विशेष उदाहरण में हम इस विशेष ट्री को मान लें तो हमने मुझे इसे नीचे रखने दिया था हमारे पास चार नोड और आठ शाखाएं थीं तो हम ट्री में 3 शाखाएं और फिर 5 शेष शाखाएं हैं इसलिए हमारे पास 5 स्वतंत्र लूप होंगे यानी हमारे पास B 1 स्वतंत्र लूप हैं और परिणामस्वरूप B 1 स्वतंत्र किरचॉफ वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law समीकरण हैं तो इसे स्पष्ट करने के लिए मैं लूप दिखाऊंगा तो इसके लिए मैं एक लूप के रूप में शाखा संख्या 1 जोड़ता हूं शाखा संख्या 2 मैं एक और लूप बनाता हूं शाखा संख्या 4 मैं एक और लूप बनाता हूं शाखा संख्या 5 एक और लूप और शाखा संख्या 8 एक और लूप तो 5 लूप हैं और मेरे पास B N 1 किरचॉफ वोल्टेज कानून समीकरण हो सकते हैं तो एक N नोड्स सर्किट में हमारे पास N 1 केसीएल समीकरण और N नोड B ब्रांच सर्किट हमारे पास B N 1 केवीएल समीकरण हैं तो पहले हमने कहा था कि हमें 2 B वेरिएबल्स के लिए हल करना होगा अब देखते हैं कि हम 2 B समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं हम उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं सबसे पहले हमारे पास N 1 केसीएल समीकरण हैं तो यह एक N नोड B शाखा सर्किट के लिए है तो N 1 केसीएल समीकरण B N 1 केवीएल समीकरण और ये दोनों मिलकर हमें B समीकरण देंगे और हमारे पास बी शाखाएं भी हैं इसलिए प्रत्येक शाखा का करंट वोल्टेज संबंध होगा तो हमारे पास B I V संबंध हैं जो आपको B अधिक समीकरण देते हैं तो हमारे पास 2 बी समीकरण हैं और इन्हें हल करके हम 2 B लूप के लिए हल कर सकते हैं और B शाखाओं में से प्रत्येक में 2 B लूप B करंट और B वोल्टेज क्या हैं तो यह हम सर्किट में हर लूप के लिए समीकरण और इसलिए सभी सेट करते हैं अब हम क्या करेंगे कि हम सर्किट विश्लेषण के कुछ तरीकों को देखेंगे अब निश्चित रूप से यह हमेशा नहीं होता है कि आप सभी समीकरणों को लिखने और प्रत्येक लूप के लिए हल करने के व्यवस्थित तरीके का उपयोग करें हम कुछ तदर्थ विधियों को भी देखेंगे जिनका हम उपयोग करते हैं और फिर व्यवस्थित तरीकों पर जाएंगे जिनका उपयोग आपको तब करना होगा जब आपके पास कुछ और जटिल सर्किट हों विशेष रूप से कई स्रोतों वाले सर्किट यह पता चला है कि जब आपके पास एकल स्रोत होता है तो कई सरल तकनीकें होती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब आपके पास कई स्रोत होते हैं तो आपको थोड़ा और व्यवस्थित होना पड़ता है